इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के एक अन्य अध्याय में आपका स्वागत है हम 3 सप्ताह के अध्याय 4 में हैं तो पिछले अध्याय में हमने 2 पोर्ट के S पैरामीटर्स के गुणों के बारे में चर्चा की थी 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए S पैरामीटर के गुण और फिर हमने इनपुट और आउटपुट रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त की थी और फिर मैंने कहा के रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट्स की गणना करने के लिए एक विधि है या उस मामले के लिए किसी भी अनुपात टर्म में शामिल है आप जानते हैं इंसिडेंट वेव या रेफ्लेक्टेड वेव का एक अनुपात है न की केवल एक पोर्ट पर लेकिन इंसिडेंट वेव एक पोर्ट पर और रेफ्लेक्टेड वेव पोर्ट 5 पोर्ट 6 या पोर्ट 4 है और अगर आप इन दो मात्राओं के अनुपात का पता लगाना चाहते हैं तो एक सरल विधि और है इसे सिग्नल फ्लो ग्राफ कहा जाता है अब हम देखते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ तरीका क्या है तो सिग्नल फ्लो ग्राफ यह क्या है यह S पैरामीटर्स के लिए लागू एक विश्लेषण तकनीक है और यह भी पावर प्रवाह की कल्पना करने का एक साधन है यह दो बातें हैं

तो हम अपने 2 पोर्ट नेटवर्क पर वापस चाहते हैं सबसे पहले यह इंसिडेंट या रेफ्लेक्टेड वेव को एक नोड द्वारा दर्शाया गया है और नोड को एक छोटे बुलबुले द्वारा दर्शाया जाता है हमारे पास 4 इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड तरंगे हैं इसलिए हमारे पास इस तरह से 4 नोट से A1 B1 A2 और B2 अब हम जानते हैं कि हमारे 2 पोर्ट नेटवर्क में A1 और A2 b1 और B2 को उत्पन्न करते हैं क्या ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम अगर एक्वेशन्स को लिखें जो 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए लागू होती है तो उस समीकरण मैं B1 का मान S11 A1 S12 A2 के बराबर और B2 का मान S21 A1 S22 A2 के बराबर होता है इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर हम इस नेटवर्क पर विचार करते हैं तो यह है कि B1 और B2 के होने का कारण A1 और A2 है तो यह A1 और A2 की तरह है जो B1 और B2 मैं योगदान देता है दूसरे शब्दों में पावर जो A1 से बह रही है क्योंकि A1 में बहने वाली पावर B1 को उत्पन्न कर रही है इसलिए जब हमारे पास एक वेरिएबल या एक नोड दूसरे नोड को देता है या योगदान करता है हम इन दो नोड के बीच एक रेखा या एक तीर पीते हैं तो इस समीकरण से A1 और A2 B1 मैं योगदान करते हैं और वह परिणाम जिसके द्वारा प्रत्येक के लिए योगदान है जोकि A1 बार S11 S11 बार A1 को B1 मेव दान दिया जाता है तो यह S11 इन दो नोड के बीच की शाखा का वेईट होगा इसी तरह S21 S22 और S12 होगा ठीक है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल A1 ही B1 उत्पन्न कर सकता है ऐसा हो सकता है कि यह किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से हो उदाहरण के लिए यदि हम यहां एक जनरेटर लोड मौजूद है उसे कनेक्ट करें तो B1 एक पुनरावृति तरीके से A1 मैं भी योगदान देगा तो चलिए एक सरल उदाहरण देखते हैं यह सरल 2 पोर्ट नेटवर्क जिसके दोनों इनपुट और इनपुट एक जनरेटर और आउटपुट से जुड़े होते हैं जो कि एक लोड से जुड़ा होता है तो इसके लिए सर्किट डायग्राम हम कहते हैं कि Z0 इस नेटवर्क के दोनों पोर्ट पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के लिए करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है ES सोर्स वोल्टेज है अब मान लेगी VG वह वोल्टेज है जो 2 पोर्ट नेटवर्क पर लगाया जाता है तो हम VG के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जोकि ES I1 गुना ZS है जहां I1 पोर्ट 1 में बहने वाली करंट और I2 पोर्ट 2 में बहने वाली करंट यहां से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं अब यह वोल्टेज और कर्रेंटस के संदर्भ में सर्किट समीकरण है अगर हम अब इसे सामान्य कृत वोल्टेज और कर्रेंटस के संदर्भ में परिवर्तित करते हैं तो सामान्य इंसिडेंट वोल्टेज और कर्रेंटस जो हम प्राप्त करते हैं वह पिछले समीकरण से निम्नलिखित है और इसे सरल बनाने से हमें जो मिलता है वह है

अब यह सब यदि मैं प्रस्तुत करूं जो वास्तव में सोर्स रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट या जरनैटर रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट है और यह सब यह पूरा टर्म भी में इसे BS द्वारा प्रस्तुत करता हूं तो मैं कर सकता हूं और मैं मेरे a1 को सरलता से लिख सकता हूं जिसका मान BS योग B1 बार गामा S के बराबर है और अगर मैं इस पूरे सर्किट के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ तो हम 1 के साथ शुरू करते हैं बस 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए जैसा कि हम देखते हैं यह मूल सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है और इसके अतिरिक्त हमारे पास हमारे लोड के लिए समीकरण भी है इसलिए हम जानते हैं कि A2 का मान B2 बार गामा L के बराबर है तो इसका क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास B2 का कोएफ़िशिएंट कारक गामा L के साथ A2 हमें योगदान है और हमने एक और समीकरण मैं यह भी देखा है कि A1 का मान BS B1 गामा S के बराबर है ऐसा करने के लिए मैं जो कह रहा हूं वह है कि मैं एक दूसरा नोड को BS पर अंकित करता हूं और यह A1 के साथ 1 बार के परिमाण का योगदान देता है क्योंकि Bs किसी से भी गुणा नहीं किया गया है और यह गामा S वापस योगदान दे रहा है इसलिए B1 अपने गुणन कारक गामा S के साथ A1 में योगदान दे रहा है

अब इसका उपयोग करते हुए जैसा कि आप जानते हैं पहली बात जो हमें देखनी है अगर हम गामा in का पता लगाना चाहते हैं तो गामा in जो हमने पिछले अध्याय में देखा था वह इस संबंध द्वारा दिया गया था अब सवाल यह है कि क्या हम समान संबंध के लिए अपने समीकरण को सरल बनाने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं प्रोग्राम तो ऐसा करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ के सरलीकरण के लिए कुछ नियम है मान लीजिए कि आपके पास इस तरह एक सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है तो यह इस के बराबर है यदि आपके पास इस तरह से सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है फिर यह इसके बराबर है तो यह सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम की वितरित संपत्ति की तरह है इसी तरह अगर आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है यह सिग्नल फ्लो ग्राफ एक दूसरे का अनुसरण करते हैं फिर यह इसके बराबर है अगर यह एक दूसरे के शंट में इस तरह से हैं तो वह इस संरचना के बराबर है तो यहां हमारे पास T1 T2 के साथ एक लूप है और अंत में अगर हमारे पास एक लूप है अगर हमारे पास इस तरह से एक लूप है तब वह बराबर है हम उस लूप को हटा सकते हैं और इस तरह उसके बराबर का सर्किट लगा सकते हैं तो अब हम मूल रूप में चलते हैं हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है जिसे हमने कुछ क्षण पहले ही चर्चा की थी और देखें कि क्या हमें एक समान मिल सकता है हम सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम को विघटित कर सकते हैं और इसका सरलीकृत संस्करण प्राप्त कर सकते हैं a bs bΓs Γs S11 1 21SLS12 तो यह सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम था जिसे मैंने कुछ मिनट पहले चर्चा किया था यह 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए जिसमें दोनों लोड ZL से जुड़े है और स्त्रोत जनरेटर और इनपुट इम्पीडेन्स के साथ जुड़े हुए हैं अब इसके लिए हम केवल लोड को देखना चाहते हैं क्योंकि हम गामा in का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आइए हम सर्किट को लोड के साथ बनाता हूँ इसलिए केवल सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम लोड के साथ होगा अब इस लूप को देखिए यह लूप है और अब मैं इस सिंगल बिंदु होने के बजाय मैं इस ग्रुप को विभाजित करता हूं मेरा मतलब यह है कि अब हमारे पास यहां गामा L और S22 है मेरे पास यहां गामा L दी है तो इसके लिए मैंने दो बिंदु लिए हैं और इस नोड A2 को विभाजित किया और मैंने अब दोनों A2 को गुणा किया है मैंने इन दोनों नोड A2 के लिए गामा L के साथ एक पाथ प्रदान किया है तो फिर मैंने इस तरह से अब इस लूप को हटा दिया है और इसे एक लूप बना दिया है एक लूप इस तरह दिखते हैं तो फिर यह है कि इस पहचान से जो मैंने पहले चर्चा की थी जब इस तरह 1 लूप मौजूद है तो मैं लूप को इस तरह से समतुल्य कर सकता हूं समतुल्य सिग्नल फ्लो ग्राफ आलेख इस तरह से हो जाएगा इसलिए मैं केवल यह बताता हूं कि यह पहचान और मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ अब सरल हो गया है इसलिए यहां से मैं इस बिंदु पर आया हूं और अब मैं इस बिंदु पर जा रहा हूं तो अब केवल यह गामा L मार्ग बना हुआ है इस लोक को इस पथ के अंदर अवशोषित किया जाएगा अब जो है बिल्कुल साधारण हो गया है यह सिर्फ दो समानांतर रास्ते हैं एक रास्ता यहां है और इसलिए यह पूरा है क्योंकि मुझे A1 से B1 तक जा इस पूरी चीज को इस तरह सरल बनाया जा सकता है जहां गामा in इस पद के साथ इन पथ प्रोडक्ट के कुल योग के बराबर होता है और इस पद के साथ कुल वेईट के कुल प्रोडक्ट के बराबर होता है तो इस रास्ते के साथ वेईट का कुल प्रोडक्ट एक गामा L बार S21 पर 1 माइनस गामा L बार S22 को S12 द्वारा गुणा किया जाता है और इस रास्ते के साथ कुछ वेईट यह है तो यह इस और यह उस एक्सप्रेशन के समान है जिसे मैंने पहले प्राप्त किया था अब मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा यह कम या ज्यादा सिग्नल फ्लो ग्राफ के विश्लेषण का तरीका है बेशक इसमें कुछ विशेष नियम है जिन्हें मेसन नियम कहा जाता हैजो कि भविष्य में किसी दूसरे अध्याय में हम इसे कवर करेंगे लेकिन मैं अब पिछले कुछ व्याख्यानो में वर्णित Z और Y पैरामीटर्स के अलावा यह कहना चाहता हूं कि S पैरामीटर भी है जिसे हम बड़े पैमाने पर चर्चा कर रहे थे लेकिन सर्किट पैरामीटर्स के दूसरे व्याख्यान में हम कैस्केड पैरामीटर या ABCD पैरामीटर जोकि माइक्रोवेव सर्किट का वर्णन करने के लिए काफी उपयोगी होते हैं तो हम देखते हैं कि ABCD या कैस्केड पैरामीटर क्या हैं एबीसीडी या कैस्केड पैरामीटर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज और कर्रेंटस इनपुट वोल्टेज और करंट से भारी वोल्टेज और करंट को संबंधित करता है ABCD पैरामीटर का लाभ यह है कि यदि आपके पास इस तरह के कैस्केड में जुड़े 2 नेटवर्क हैं और ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स में पहले नेटवर्क के लिए M1 और दूसरे नेटवर्क के लिए M2 है और समग्र ABCD पैरामीटर इस कैस्केड के लिए M1 बार M2 होगा यही सबसे बड़ा फायदा है और इसी के साथ मैं यह भी उल्लेख कर सकता हूं कि कुछ अन्य पैरामीटर हैं जो हमने सर्किट के लिए वर्णित किए हैं ठीक है हमने S पैरामीटर्स के आवेदन को देखा है लेकिन क्या ऐसी स्थिति है जहां हमारे पास 2 नेटवर्क है और Z या Y का प्रयोग करके उन 2 नेटवर्क का विश्लेषण करना S पैरामीटर्स की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं इसलिए ऐसी स्थिति वास्तव में मौजूद है उदाहरण के लिए यदि 2 नेटवर्क सीरीज में या शंट में जुड़े हुए हैं तो वास्तव में हमने अभी इस पर चर्चा की है कि Z और Y पैरामीटर वास्तव में S पैरामीटर्स की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं इसी तरह अगर 2 नेटवर्क शंट में इस तरह से हैं तो वास्तव में समग्र Y पैरामीटर इन 2 नेटवर्क का संयोजन इसी के लिए व्यक्तिगत Y पैरामीटर मैट्रिक्स के जोड़ के बराबर है तो यह 2 मामले थे जहां Z और Y पैरामीटर वास्तव में S पैरामीटर की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं अब हम ABCD पैरामीटर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे आइए हम उन कुछ सामान्य सर्किट तत्वों के ABCD पैरामीटर्स का पता लगाने की कोशिश करें जिनकी हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से वितरित सर्किट एलिमेंट्स तो हम क्या कहते हैं अगर हम एक साधारण ट्रांसमिशन लाइन्स पर विचार करते हैं ABCD पैरामीटर्स के कुछ सामान्य सर्किट का प्रतिरूप हमारे पास सीरीज में एक लम्पेद इम्पीडेन्स है तो यह एबीसीडी मैट्रिक्स इस तरह दिया जाता है अगर हम कहते हैं कि शंट एडमिटन्स एक एडमिटन्स जो शंट हमें इस तरह से जुड़ा हुआ है तो यह ABCD मैट्रिक्स है जो इस तरह दिया जाता है यदि हमारे पास एक निश्चित लंबाई का एल या बीटा एल या थीटा है तो यह एबीसीडी पैरामीटर्स जो Z0 को पारेषण रेखाएँ की करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स कहा जाता है अब ABCD पैरामीटर्स के साथ Z पैरामीटर हो और S पैरामीटर्स के बीच हमारे संबंध के समान ही S पैरामीटर्स से संबंधित कुछ संबंध है ABABCD से S पैरामीटर सबसे पहले हमारे पास एक पारेषण रेखाएँ है तो हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं जो कि सामान्य कृत रूप से ABCD पैरामीटर जाना जाता है तो सामान्य कृत ABCD पैरामीटर्स को इस तरह दिया जाता है इसलिए A और B एक समान रहते हैं C और D को करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्सेस द्वारा कम ज्यादा किया जाता है और सामान्य कृत ABCD पैरामीटर्स में यह सभी पैरामीटर आयाम हीन होते हैं

अब इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे पास नेटवर्क के लिए S11 को इसके द्वारा दिया गया है इसलिए मैं बस एक पैरामीटर रूपांतरण दूंगा और आप अन्य पैरामीटर्स का पता लगा सकते हैं पारस्परिकता की एक स्थिति जिसे हमने पारस्परिक नेटवर्क के लिए S पैरामीटर मैट्रिक्स के लिए A2 पैरामीटर के लिए देखा था 2 पोर्ट पारस्परिक नेटवर्क के लिए S पैरामीटर मैट्रिक में जो इस संबंध को समझाता है अब यह दिखाया जा सकता है कि ABCD पैरामीटर्स के संदर्भ में यह इस रिश्ते को समझाता है यहां निश्चित रूप से अब यह A बार B बार C बार D बार सामान्य कृत ABCD पैरामीटर हैं इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्म के लिए ABCD पैरामीटर्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे फिर हम क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्म के लिए जानते हैं की थीटा 90° के बराबर है और इसलिए ABCD मैट्रिक्स cos 90 J Z0 sin 90° होगा तो JY0 sin 90° cos 90° और यह बाहर निकलता है और अगर हम सामान्य ABCD पैरामीटर्स का पता लगाना चाहते हैं तो यह बात सामने आएगी J के साथ बाहर की तरफ इसलिए संक्षेप में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस मॉडल में हमने माइक्रोवेव अभियंत्रिकी के 2 बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझा है एक था सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम जो बड़े में मैंने दो उपयोग किया जाता है जब वे बहुत ही जटिल सर्किट के कई पोर्ट या कई सर्किट एलिमेंट्स और ABCD पैरामीटर्स का एक साथ विश्लेषण करना चाहते हैं तो ABCD पैरामीटर वह किसी भी अन्य सर्किट पैरामीटर्स की तरह देख सकते हैं जैसे कि इम्पीडेन्स या एडमिटन्स पैरामीटर काफी बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं खासकर जब माइक्रोवेव सर्किट विश्लेषण में पूरे एलिमेंट्स को एक मानने के बजाय एक सर्किट और कैस्केड तत्वों की शर्तों का विश्लेषण करना सुविधाजनक होता है इसलिए जब हमारे पास ऐसा परिदृश्य होता है हमारे पास कैस्केड में कई एलिमेंट्स होते हैं तो हम ऐसे सर्किट का विश्लेषण करने के लिए ABCD पैरामीटर्स का उपयोग करते हैं